तो एक मॉडल का निर्माण कैसे करें इसलिए इस मामले में मुख्य रूप से हम जैविक गतिविधि के साथ संरचनाओं और आणविक विवरणकर्ताओं से संबंधित बहुभिन्नरूपी विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं तो यहाँ हमारे पास आणविक विवरणकर्ताओं के रूप में स्वतंत्र वेरिएबल है और निर्भर वेरिएबल यह जैविक गतिविधि है क्योंकि हमें यहां की गतिविधि की भविष्यवाणी करने की आवश्यकता है क्योंकि यह अलग है तो फिर अन्य वेरिएबल्स क्या हैं जिन्हें हम चुन सकते हैं आप बदल सकते हैं लेकिन जैविक गतिविधि हम नहीं बदल सकते हैं क्योंकि प्रयोगात्मक डेटा से प्राप्त जैविक गतिविधि तो यह एक ज्ञात मूल्य है इसलिए यह एक अलग है तो स्वतंत्र वेरिएबल जिन्हें आप बदल सकते हैं वेरिएबल का चयन कैसे करें और वेरिएबल क्या हैं जो जैविक गतिविधि के साथ बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तो फिर हमको परिभाषित करने के लिए विभिन्न प्रकार के बहुभिन्नरूपी विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं इन विभिन्न विवरणकर्ताओं और जैविक गतिविधि की व्याख्या करने के लिए हम इन विवरणकर्ताओं को कैसे जोड़ सकते हैं इसलिए जैसा कि हम जानते हैं कि क्लासिकल दृष्टिकोण उदाहरण के लिए रैखिक प्रतिगमन तकनीक है यदि आपके पास केवल एक वेरिएबल है तो आप आसानी से y के बराबर कर सकते हैं छात्र एमएक्स प्लस एमएक्स प्लस c तो y क्या है छात्र निर्भर वेरिएबल यह जैविक गतिविधि है तो यह m या यह x यह कोई गुण है तो m क्या है छात्र ढलान तो m ढलान है c स्थिर है तो आप कर सकते हैं यदि आप केवल एक वेरिएबल है यदि आप अधिक वेरिएबल्स जोड़ना चाहते हैं तो इस स्थिति में आप प्लस a 1 x 1 x के बराबर एक xn में कई प्रतिगमन तकनीक y विकसित कर सकते हैं इसलिए प्रत्येक यौगिक के लिए हमें एक समीकरण मिलता है क्योंकि हम गतिविधि को जानते हैं और हम इन सभी गुणों को जानते हैं लेकिन केवल गुणांक जिन्हें हम नहीं जानते हैं तब हम कम से कम वर्गों के सिद्धांत का उपयोग करते हैं हम इस मॉडल को बनाने की कोशिश करते हैं इसलिए गुणांक प्राप्त करें और फिर आप नए यौगिक की गतिविधि प्राप्त करने के लिए गुणांक का उपयोग करते हैं अब यह है कि आप आसानी से इस एक मल्टीप्ल रिग्रेशन तकनीक के साथ कर सकते हैं तब कभी कभी नहीं होता है गुण सीधे नहीं होते हैं तो आप रैखिक प्रतिगमन के साथ फिट नहीं हो सकते इस मामले में आप कुछ प्रकार की गैर रैखिक तकनीकों का भी उपयोग कर सकते हैं और आप विभिन्न प्रकार के मशीन लर्निंग का भी उपयोग कर सकते हैं मैं बाद में विभिन्न प्रकार के मशीन लर्निंग के बारे में चर्चा करूंगा इसलिए उदाहरण के लिए तंत्रिका नेटवर्क्स वेक्टर मशीनों का समर्थन करते हैं इसलिए हम यहां प्रशिक्षण डेटा रख सकते हैं और यहां मशीन सीखना है तो इन मशीन सीखने की तकनीक में डाल दिया इसलिए यह सभी विशेषताओं और गतिविधि के लिए डेटा को फिट करने की कोशिश करेगा और फिर हमें डेटा मिलेगा तो फिर प्रदर्शन का मूल्यांकन करें फिर देखें कि यह ठीक है या नहीं अन्यथा प्रदर्शन के आधार पर आप इन प्रकार की विशेषताओं के साथ प्राप्त किए गए प्रदर्शन के लिए प्रतिक्रिया दे सकते हैं तब मशीन लर्निंग ऑप्टिमाइज़ेशन को ऑप्टीमल विशेषताएं प्राप्त कर सकता है ताकि आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त कर सकें हम चर्चा करेंगे कि मशीन सीखने की तकनीक बाद की कक्षाओं में हो सकती है तो फिर QSAR के विभिन्न नियम क्या हैं उदाहरण के लिए यदि आपके पास 100 डेटा है क्या हम गतिविधि से संबंधित 50 वेरिएबल्स का उपयोग कर सकते हैं हम यह नहीं कर सकते तो क्या कोई नियम हैं इसलिए आम तौर पर आप डेटा सेट का उपयोग कर सकते हैं कम से कम 5 बार उनके विवरणों के रूप में कई यौगिक शामिल हो सकते हैं अन्यथा आप उस डेटा को फिट कर सकते हैं जो विभिन्न संख्याओं के विवरणों को शामिल करने के कारण अधिक फिटिंग के कारण होगा और यह प्रशिक्षण सेट के लिए काम करेगा लेकिन यह प्रशिक्षण सेट या किसी भी ब्लाइंड सेट के लिए विफल हो जाएगा इसलिए इस मामले को आपको यह बनाए रखना होगा कि विवरणकर्ता या फीचर्स यथासंभव कम होनी चाहिए उपलब्ध प्रयोगात्मक डेटा की तुलना में जो मॉडल विकसित करने के लिए उपयोग करना है फिर आपको 0 वरिएंस के साथ वैरिएबल्स को हटाना होगा और साथ ही आपको वैरिएबल को बिना किसी अनोखी जानकारी के निकालना होगा यदि वेरिएबल में कभी कभी हमारे पास कुछ विशेषताएं होती हैं जिनकी कोई जानकारी नहीं है या गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है तो इस मामले में आपको उस वेरिएबल को हटाने की आवश्यकता है क्योंकि यह बताना संभव नहीं है कि जैविक गतिविधि से संबंधित विशिष्ट विशेषता का चयन क्यों किया जाता है तो यदि आप इस QSAR मॉडल को ज्यादातर मामले में देखते हैं यदि आप देखते हैं कि अंतिम मॉडल में 3 से 5 सबसे महत्वपूर्ण विवरण हैं तो आपके पास बड़ी संख्या में विवरणकर्ता हो सकते हैं एक उपसमूह और ट्रेन कर सकते हैं और फिर सबसे अच्छी विशेषताएं बना सकते हैं एक छोटा उपसमूह अंत में यदि आप इन गुणों के बीच उच्च सहसंबंध को समाप्त करने वाले 3 से 5 विवरणकों के साथ समाप्त होते हैं तब आप देख सकते हैं कि कोई मॉडल जैविक गतिविधि के साथ अच्छी तरह से समझा सकता है या नहीं तो QSAR के लिए कई नियम हैं जब आप कोई विशिष्ट मॉडल विकसित कर रहे हैं फिर मूल्यांकन कैसे करें QSAR मॉडल का मूल्यांकन कैसे करें इसलिए यदि आप एक मॉडल विकसित करते हैं इसलिए आपको मॉडल के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है तो इस QSAR में यहाँ प्रदर्शन का विश्लेषण या मूल्यांकन करने के विभिन्न तरीके हैं एक सहसंबंध गुणांक है स्लाइड समय को देखें 0528 यह आपको बताएगा कि उदाहरण के लिए दो वेरिएबल एक दूसरे से कितने दूर हैं एक एक्स प्रायोगिक है और वाई भविष्यवाणी की है फिर आप इस सूत्र का उपयोग करके देख सकते हैं कि क्या वे एक दूसरे से संबंधित हैं आम तौर पर r मान क्या है r मूल्यों की सीमा छात्र माइनस 1 से प्लस 1 माइनस 1 से प्लस 1 तक की रेंज अगर यह माइनस 1 है तो वे विपरीत हैं संबंधित और प्लस 1 यह सकारात्मक रूप से संबंधित है और यदि यह 0 है यह संबंधित नहीं है फिर उदाहरण के लिए संख्या के आधार पर 07 या 08 हम जांच सकते हैं कि इन प्रायोगिक मूल्यों से कितनी दूर की भविष्यवाणी की गई है यह आपको बताएगा कि आपका मॉडल सही है या नहीं आप अपने नए मॉडल पर कितना भरोसा कर सकते हैं तब आप रूट माध्य वर्ग त्रुटि के साथ देख सकते हैं रूट माध्य वर्ग त्रुटि कैसे प्राप्त करें आप उदाहरण के लिए भविष्यवाणी एक प्रयोगात्मक देख सकते हैं भविष्यवाणी मान 100 और 110 हैं और प्रयोगात्मक 91 है और यह 92 है और यह 127 है और यहां यह 116 है तो कैसे इस रूट माध्यवर्ग विचलन पाने के लिए छात्र त्रुटि की गणना करें इसे गणना करें पहले एक के लिए एक त्रुटि क्या है यह 10 माइनस 1 है यह 1 वर्ग है 1 प्लस दूसरा एक 01 है इसलिए 001 और तीसरा एक 11 121 तो 222 जोड़ें 3द्वारा विभाजित छात्र 3 यह 074 के बराबर तो यह 09 08 के बराबर है छात्र 08 छात्र 087 तो आप देख सकते हैं कि क्या यह है क्योंकि यह 1 है यह 11 है इसलिए आप अपने मॉडल में उपयोग किए जाने वाले सभी डेटा के बीच एक संतुलन देख सकते हैं तो इससे आप RMSE की गणना कर सकते हैं और आपके पास कट ऑफ मान हो सकते हैं उदाहरण के लिए यह 1 से कम या 05 से कम है के आधार पर आपके डेटा का आकार या मूल्यों के आधार पर वास्तविक मूल्य उदाहरण के लिए इस 08 के साथ 10 9 के आसपास के वास्तविक मूल्य फिर कितने प्रतिशत विचलन 10 प्रतिशत छात्र 8 प्रतिशत या 8 प्रतिशत विचलन इसलिए आप देख सकते हैं कि इस मामले में हमें सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि कभी कभी ये मूल्य कम होते हैं फिर जो भी मूल्य आपको यह विचलन मिलता है अगर आप प्रतिशत लेते हैं जो उच्च होगा इसलिए इस मामले में हमें यह देखने के लिए विभिन्न उपायों का उपयोग करने की आवश्यकता है कि क्या आपके भविष्यवाणी मूल्य इस प्रयोगात्मक डेटा से संबंधित हैं या नहीं तो आप n नमूना आकार देख सकते हैं और यहां x और y भविष्यवाणी प्रायोगिक मान हैं तो आप मूल माध्य वर्ग त्रुटि प्राप्त कर सकते हैं यह आपको बताएगा कि इस प्रयोगात्मक डेटा के साथ आपकी विधि कितनी अच्छी तरह फिट हो सकती है फिर प्रदर्शन को कैसे मान्य किया जाए प्रदर्शन को मान्य करने के लिए आप विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकते हैं या तो आप डेटासेट को प्रशिक्षण सेट और टेस्टसेट में विभाजित कर सकते हैं यदि आपके पास अलग अलग डेटा है तो आप इसे प्रशिक्षण के रूप में उपयोग कर सकते हैं और ये टेस्टसेटसेट हैं फिर आप अपने मॉडल को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण में डेटा का उपयोग कर सकते हैं और नए डेटा का टेस्टसेट करने के लिए मूल्यों का उपयोग कर सकते हैं यह भविष्यवाणी करने में सक्षम हो सकता है या नहीं इसलिए आप इन नंबरों को उदाहरण के लिए देख सकते हैं यह विभिन्न प्रतिशत का उपयोग कर सकता है उदाहरण के लिए आप यहाँ 80 प्रतिशत या यहाँ 20 प्रतिशत या 90 प्रतिशत ले सकते हैं 10 या 70 30 आप विभिन्न अनुपातों का उपयोग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रशिक्षण की संख्या भी कम है आप सुविधाओं को पकड़ने में सक्षम हैं और क्या उच्च विश्वसनीयता के साथ शेष मामलों की भविष्यवाणी करना संभव है और यही आप कर सकते हैं तो फिर आप देख सकते हैं यह तब है जब आप बाहरी टेस्ट भी कर सकते हैं और मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपका मॉडल ठीक काम करता है या नहीं इसे आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला क्रॉस वेलिडेशन कहा जाता है जिसे एन फोल्ड क्रॉस वेलिडेशन कहा जाता है इस मामले में हम एन समूहों में सेट किए गए डेटा को वर्गीकृत करते हैं और प्रशिक्षण के लिए एन माइनस 1 समूह को प्रशिक्षण के लिए छोड़ देते हैं तो इस मामले में यदि यह 10 गुना क्रॉस वेलिडेशन है इसलिए हम 10 समूहों में बना सकते हैं या यदि आपके पास उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 5 क्रॉस क्रॉस वेलिडेशन है तो हम इसे प्रशिक्षण के लिए उपयोग करते हैं और यह टेस्ट सेट के लिए और दूसरा मामला जिसे आप प्रशिक्षण के लिए उपयोग करते हैं पहला मामला 1 2 3 4 प्रशिक्षण और 5 टेस्ट के रूप में है दूसरा मामला हम प्रशिक्षण के लिए 2 3 4 5 लेते हैं और एक टेस्ट के रूप में इसी तरह आपको कितनी बार दोहराने की जरूरत है 5 बार आपको दोहराने की आवश्यकता है और फिर औसत लें जो यह आपको देगा तो आपकी विधि कितनी दूर की भविष्यवाणी कर सकती है फिर हमें फिर से नमूना लेने और एक और 5 गुना क्रॉस वेलिडेशन करने की आवश्यकता है तो नमूने अलग होंगे और देखेंगे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं इसलिए कई बार और लगभग हर समय दोहराएं हमें प्रदर्शन का समान स्तर मिलता है तब आप देख सकते हैं कि आपका तरीका विश्वसनीय है और आप इनमें से किसी भी यौगिक की भविष्यवाणी के लिए अपने मॉडल का उपयोग कर सकते हैं अब मैं कुछ केस स्टडी दिखाता हूं जो मैं आपको दिखाता हूं इसलिए यहाँ हमारे पास अलग अलग यौगिक हैं ये अलग अलग 25 यौगिक हैं IC50 का मूल्य माइक्रोमोलर में जाना जाता है यह एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के खिलाफ है यह एक प्रसिद्ध ऑन्कोजीन है और इसके उत्परिवर्तन और अति अभिव्यक्ति अक्सर कैंसर के कई प्रकारों में देखे जाते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए विभिन्न प्रकार के अवरोधकों को डिजाइन करना बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए हमारे पास ईजीएफआर के खिलाफ 25 यौगिकों के मूल्य हैं अब ये 25 यौगिक हैं और यह माइक्रोमोलर में IC50 मूल्य है अब हम किसी भी गुण का उपयोग करके इन IC50 मूल्यों की भविष्यवाणी कर सकते हैं या अगर आपके पास नए यौगिक हैं क्योंकि साहित्य में कई यौगिक उपलब्ध हैं क्या आप साहित्य में रिपोर्ट किए गए के अलावा किसी भी बेहतर यौगिक की पहचान कर सकते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि इसलिए हमें उन विशेषताओं को प्राप्त करना होगा जिन्हें आप विभिन्न प्रकार के QSAR के देख सकते हैं जो कि 1D डिस्क्रिप्टर 2D डिस्क्रिप्टर परमाणु प्रकार logP आणविक अपवर्तकता के 3D डिस्क्रिप्टर हैं विभिन्न प्रकार के पैरामीटर आप प्राप्त कर सकते हैं इसलिए हमने विभिन्न तरीकों जैसे कि पैडल या वे लाइफ या पॉवर एम वी के बारे में चर्चा की ये विभिन्न सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं अगर हम आपके कंपाउंड को उसके फाइल फॉर्मेट में या आणविक फॉर्मूला या स्ट्रक्चर फॉर्मूला के साथ देते हैं यह आपको सारा डेटा देगा यह आपको सभी डेटा प्रदान करेगा इसलिए यदि आप देखते हैं कि ये प्रायोगिक मूल्य हैं तो हम पी 1 हो सकते हैं पी 2 विभिन्न संपत्ति मूल्य हैं फिर पहली संपत्ति लें मैं आपको विभाजन गुणांक बताऊंगा कि इसकी गणना कैसे करें तो यहाँ यह एक मामला है जलीय क्षेत्र में एक्स और यह ऑक्टेनॉल है यह ऑक्टेनॉल जलीय विभाजन गुणांक है कि हम कैसे लॉग पी मूल्यों को हाइड्रोफोबिसिटी की तरह परिभाषित करते हैं विभाजन गुणांक ऑक्टोनॉल में संवैधानिक परिसर के अनुपात का पानी है यह कार्बनिक विलायक ऑक्टेनॉल इथेनॉल में है जिसका उपयोग हम पानी के संबंध में कर सकते हैं यह आपको विभाजन गुणांक देगा इसकी गणना कैसे करें उदाहरण के लिए यहां मैं एक कंपाउंड देता हूं यह CH3 के साथ बेंजीन रिंग है और यहां लगे फ्लोरीन हैं तो लॉग पी की गणना कैसे करें आप कुछ अंशों से मान प्राप्त कर सकते हैं यह एक मूल यौगिक है और हम CH3 या फ्लोरीन और अन्य टुकड़े देख सकते हैं अब आप देखें बेंजीन यह एक मूल यौगिक है यह 25 है लॉग पी 25 है प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात और मिथाइल समूह यह CH3 है यह समूह 06 और फ्लोरीन के बराबर होता है और यह शून्य से 04 होता है और मिथाइल समूह के लिए विभिन्न कन्फोर्मशन ऑर्थो में फ्लोरीन परमाणु के लिए फाई यह लॉग पी या मूल यौगिक है और यह अलग अलग टुकड़ों के लिए है और यह इन विभिन्न समूहों के साथ प्रभाव है मूल यौगिक एक बेंजीन है तो यह 25 के रूप में दिया गया है और व्यक्तिगत यौगिकों सीएच 3 प्लस एफ तो हम 06 प्लस 04 और Fij के कारण देते हैं यह माइनस 03 है अंत में हम इस विशेष संरचना के मामले में 24 का मान प्राप्त करते हैं इसी तरह आपके पास जितने भी कंपाउंड हैं उन्हें आप कोर के रूप में बना सकते हैं मूल आपके पास मूल्य हैं तो सभी घटक जिन्हें आप टुकड़े प्राप्त कर सकते हैं तो आप Fij मानों को इन विभिन्न समूहों के बीच देख सकते हैं और अंत में लॉग पी प्राप्त करने के लिए इन सभी मूल्यों का योग आपको विशेष परिसर के लिए लॉग पी देता है तो आप गणना कर सकते हैं यह एक और उदाहरण है कि मोलर अपवर्तकता प्राप्त होती है कैसे मॉडल अपवर्तनीयता पाने के लिए तो एक अणु की कुल ध्रुवीकरण की माप है तो आप इस समीकरण का उपयोग कर सकते हैं एम आर मोलर अपवर्तकता यह n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 2 से विभाजित होकर घनत्व द्वारा आणविक भार से गुणा किया जाता है यह वॉल्यूम है यह ध्रुवीकरण के लिए एक सुधार कारक है जिसे आप कह सकते हैं कि एन अपवर्तन का सूचकांक है क्योंकि अपवर्तन सूचकांक यौगिकों के लिए जाना जाता है और यहाँ घनत्व द्वारा यह भार आप दे सकते हैं मात्रा का उपयोग कर सकते हैं तो इस यौगिक को दें यह AICAR यौगिक है एमिनोइमेडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड तो आप इस n को 081 के बराबर देख सकते हैं क्योंकि यह अपवर्तन का सूचकांक है यह उन सभी यौगिकों के लिए जाना जाता है जिन्हें हम अपवर्तक सूचकांक के रूप में जानते हैं यह 081 वर्ग माइनस 1 है फिर आप इनको वॉल्यूम 5847 पर देख सकते हैं इसलिए आप इस वॉल्यूम को यहाँ विभाजित करते हैं अंत में हमें 67097 के रूप में मान मिलता है तो n हम जानते हैं कि n बराबर 081 है तो फिर हम स्थानापन्न मानों का उपयोग कर सकते हैं और आप यौगिक की मात्रा का उपयोग कर सकते हैं इसलिए अंत में आप 67097 के बराबर एमआर प्राप्त कर सकते हैं इसी तरह आप किसी भी पैरामीटर को देख सकते हैं यदि आप यौगिक जानते हैं तो आप गणना कर सकते हैं तो यह समझना बेहतर है कि गणना कैसे करें तो फिर आप सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं अन्यथा आप कुछ संख्या प्राप्त करने के लिए एक प्रकार का ब्लैक बॉक्स देखते हैं संख्याओं का कोई अर्थ नहीं है इसलिए यह समझने के लिए कि उन्हें कम से कम संख्या में कुछ यौगिक प्राप्त करने की आवश्यकता है और देखें कि क्या यह उस डेटा के साथ मेल खाता है जो आपको प्राप्त होता है सॉफ्टवेयर तब हमें यकीन है कि मूल्य उच्च या निम्न हैं यह उच्च क्यों है और यह कम क्यों है इसके आधार पर आप अपने QSAR समीकरणों की व्याख्या कर सकते हैं अब हम अलग अलग मूल्यों मोलर रेफ्रेक्टिविटी एक लॉग पी और सभी विवरण कर सकते हैं इसलिए ये विभिन्न विवरण हैं इसलिए यहां हमारे पास IC50 मूल्य हैं अब हम उदाहरण के लिए तुलना कर सकते हैं यदि आप केवल 1 लेते हैं तो यह एक संपत्ति है यदि आप देखते हैं तो हम किसी भी संपत्ति से संबंधित कर सकते हैं यहाँ मैंने इन इलेक्ट्रॉनिक गुणों या सामयिक मूल्यों में से एक का उपयोग किया तो आप इनमें से किसी गुण का उपयोग करके इस प्रयोगात्मक मूल्यों को फिट कर सकते हैं तो किसी भी नए परिसर के लिए इस समीकरण का उपयोग करें आप IC50 मूल्यों की भविष्यवाणी कर सकते हैं यहाँ मैंने IC50 और भविष्यवाणी IC50 देखे गए मान दिखाए उनमें से कुछ अच्छे संबंध बना रहे हैं जैसे कि यह एक अच्छा समझौता है और कुछ मामले बहुत अच्छे नहीं हैं उदाहरण के लिए अगर इस मामले में यह अच्छी तरह से भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं है क्योंकि अगर वास्तव में प्रयोगात्मक रूप से 37 है और भविष्यवाणी की गई 08 है आप कई मामलों को देख सकते हैं जो इस लाइन में बहुत करीब हैं उदाहरण के लिए एक लाइन डालते हैं यह करीब है लेकिन उनमें से कुछ बहुत दूर हैं ये बहुत दूर हैं वे आउटलेर हैं वे विशेष संपत्ति के साथ फिट नहीं हो पा रहे हैं इसलिए आप किसी भी गुण का उपयोग कर सकते हैं इसलिए प्रत्येक संपत्ति केवल आंशिक जानकारी दे सकती है क्योंकि संपूर्ण परिसर किसी विशिष्ट संपत्ति पर निर्भर नहीं होता है यह वही है जो हम इस से देख सकते हैं इसलिए केवल प्रत्येक संपत्ति में वे कुछ प्रकार की जानकारी कैप्चर कर सकते हैं तो इन संपत्ति में कम से कम आप 16 का विचलन प्राप्त कर सकते हैं लेकिन कुछ मामलों में हां लेकिन कुछ मामले नहीं इस मामले में हम क्या कर सकते हैं आप विभिन्न गुणों को जोड़ सकते हैं क्योंकि उदाहरण के लिए संपत्ति P1 में कुछ जानकारी होती है और P2 कुछ अन्य जानकारी को विशेष रूप से परिसर में कैप्चर कर सकते हैं फिर यदि आप इन दोनों गुणों को जोड़ते हैं तो एक एकल का उपयोग करने के बजाय गतिविधि का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं तो आप विभिन्न संपत्ति मूल्यों का उपयोग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आप यह जांचने के लिए एक साथ जोड़ सकते हैं कि क्या यह IC50 विभिन्न गुणों के संयोजन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यहां मैंने पी 1 पी 2 और पी 3 तीन अलग अलग गुण डाले इसलिए कुछ गुणांकों के साथ यदि आप इस समीकरण को देखते हैं तो यहां IC50 मानों का अवलोकन और भविष्यवाणी की गई है उनमें से ज्यादातर लाइन के पास हैं यह प्रवृत्ति लाइन है तो इस एक की तुलना में आप देखते हैं कि हम बहुत तब आपको यह सत्यापित करना होगा कि यह ठीक है या नहीं आप जैक चाकू टेस्ट सेट के साथ करते हैं इस स्थिति में यदि आपके पास n डेटा है तो शून्य से 1 प्रशिक्षण के लिए उपयोग किया जाता है और टेस्ट सेट के लिए छोड़ दिया जाता है इसे 10 बार तक करें और देखें कि टेस्ट सेट डेटा के लिए सहसंबंध कितना है या जैक चाकू परीक्षणों के साथ प्राप्त किया गया है इसलिए यदि आप इसे देखते हैं यह प्रशिक्षण है यह बहुत करीब है लेकिन अगर हम टेस्ट सेट पर जाते हैं तो उनमें से कुछ करीब हैं लेकिन फिर भी आप कई यौगिकों को देख सकते हैं जो लाइन से बहुत दूर हैं इसका माध्यहै यदि आप सभी डेटा का उपयोग करते हैं यह फिट करने में सक्षम है क्योंकि गुणांक डेटा को फिट करेगा लेकिन अगर आप कुछ एक यौगिक लेते हैं उदाहरण के लिए यदि एक यौगिक जो अत्यधिक परिवर्तनशील है तो वह फिट नहीं हो पा रहा है तो इस मामले में हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि अन्य पैरामीटर क्या हैं जिन्हें आप इस विशेष परिसर को भी पकड़ सकते हैं और अपने मॉडल को परिभाषित कर सकते हैं तो इस मामले में आप बेहतर समीकरण प्राप्त कर सकते हैं तो यह एक और उदाहरण है तो यह choline kinase अवरोधकों है यहाँ वे क्या किया उनके पास कॉमन कोर है कोर आम है और विभिन्न आर समूह हैं 39 यौगिकों के लिए विभिन्न आर समूह हमारे पास IC50 के मान हैं यह कैसे करना है इस मामले में वे एक बल क्षेत्र आधारित विधियों को विकसित करने की कोशिश करते हैं उदाहरण के लिए वे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षमता का उपयोग 6 12 प्लस को कोलोम्ब की क्षमता के रूप में करते हैं और इस एक से वे उच्च सटीकता के साथ पूर्वानुमानित गतिविधि के संबंध में प्रयोगात्मक गतिविधि की भविष्यवाणी करने में सक्षम हैं इस तरह के अवरोधकों में अगला एक और एक महत्वपूर्ण उदाहरण बीसीएल 2 अवरोधक यह हमारी प्रयोगशाला में किया गया कार्य है तो यहाँ क्यों बीसीएल 2 यह बी सेल लिंफोमा के लिए है यह कई प्रकार के कैंसर का कारण भी है तो हम इस ग्राफ में देखते हैं कि आपको विभिन्न प्रकार के कैंसर हैं एक स्तन कैंसर कोलोरेक्टल कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर और इतने पर और आप ट्यूमर का प्रतिशत देख सकते हैं जो बीसीएल 2 को व्यक्त करते हैं यह बहुत अधिक है इसलिए एक अवरोधक के रूप में कुछ दवा यौगिकों की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है तो यह संरचना है यह मुख्य रूप से अल्फा हेलिक्स है आप इस Bcl 2 की संरचना को देख सकते हैं और इन मॉडलों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यदि आप सक्रिय साइटों में संरचनाओं को देखते हैं और आप देख सकते हैं कि 7 मुख्य समूह हैं तो ये 7 कोर ग्रुप A B CD E F G अलग अलग कोर ग्रुप हैं तो वे एपोगोसिपोल या क्विनोलोन जैसे विभिन्न कोर के हैं और इसी तरह पर इसलिए इसके आधार पर वे विभिन्न प्रकार के यौगिकों को खोजते हैं जो उदाहरण के लिए गतिविधि दिखाते हैं यह कक्षा ए है ऐसे कई यौगिक हैं जिनके पास इन यौगिकों के खिलाफ गतिविधि है तो अब हम यौगिक को उदाहरण के लिए यौगिकों का एक समूह लेते हैं प्रत्येक समूह में 100 यौगिक या 50 यौगिक तो फिर हम समीकरण प्राप्त करते हैं लेकिन यदि आप इन सभी समूहों को एक साथ जोड़ते हैं यह ठीक काम नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास गुणों के साथ एक अलग कोर्स अलग है लेकिन गतिविधियां भी अलग हैं इस मामले में कभी कभी समान यौगिक अलग अलग गतिविधियों और विभिन्न यौगिकों में अलग अलग गतिविधियाँ होती हैं इसलिए कोर और व्युत्पन्न समीकरणों को लेना बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए यहां मैं विभिन्न प्रकार के फैमिलीज़ के लिए उदाहरण समीकरण दिखाता हूं और आपके पास अलग समीकरण हैं उनमें से कुछ आप देख सकते हैं कि गुण समान हैं और कुछ मामले गुण बिल्कुल भिन्न हैं इस मामले में किसी विशेष फैमिलीज़ का वर्णन करने वाले यौगिक एक विशिष्ट गुण पर निर्भर करते हैं इसलिए यहां मैं विभिन्न परिवारों के लिए परिणाम दिखाता हूं यह डेटा की संख्या है यह 27 से 89 के बीच होता है और आपको वर्णनकर्ताओं की संख्या मिलती है तो QSAR में नियमों में से एक क्या है हम अंत में कम से कम 800 और 700 डिस्क्रिप्टर के साथ जाने वाले डिस्क्रिप्टर की संख्या के साथ मॉडल विकसित करें अगर आप डिस्क्रिप्टर की इस कम संख्या के साथ समाप्त हो गए यहां केवल 3 या 2 डिस्क्रिप्टर का उपयोग किया गया है और सहसंबंध को देखते हुए यह बहुत अधिक है उदाहरण के लिए यह 09 09 और इतने पर ज्यादातर 09 यह MAE है एमएई भी बहुत अधिक है अंतिम एक 5 है क्योंकि वे प्रतिशत में देते हैं तो इस मामले में यह 5 प्रतिशत है जो माइक्रो मोलर की इकाई है तो इस मामले में एमएई भी कम है और सहसंबंध भी बहुत अधिक है यहाँ मैं भविष्यवाणी मान pIC50 का आंकड़ा दिखाता हूं कि प्रयोगात्मक मूल्यों के लिए लघुगणक IC50 मान है तो आप देख सकते हैं भविष्यवाणी और प्रयोगात्मक IC50 मूल्यों के बीच अच्छा संबंध है आप देख सकते हैं उनमें से ज्यादातर लाइन पर हैं अब यदि आप ऐसा करते हैं तो आप प्रदर्शन विधि का आकलन करने में सक्षम हैं और यह आप नए यौगिकों की भविष्यवाणी कर सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि यह एक संभावित यौगिक हो सकता है या नहीं तो हमें कुछ ज्ञात दवाओं की आवश्यकता है इसलिए ये एफडीए द्वारा अनुमोदित दवाओं में से कुछ हैं यह एक अनुमोदित दवा एबीटी 199 और चरण एक नैदानिक ट्रेल और प्रीक्लिनिकल ट्रेल है वह भी विभिन्न परिवारों से Pyrazole परिवार या appgossypol परिवार और इसलिए इन पर अलग अलग अवरोधक हैं तो हमारे पास इन यौगिकों के साथ ये यौगिक हैं हम उन गुणों को प्राप्त कर सकते हैं जो आप यहां आवश्यक गुण प्राप्त कर सकते हैं और इस समीकरण का उपयोग IC50 मूल्यों की भविष्यवाणी करने के लिए कर सकते हैं यह भविष्यवाणी IC50 मान है तो यह प्रयोगात्मक IC50 मान है तो यह बहुत करीब है यह 2 और 3 है 44 और 60 और 20 और 49 कहते हैं यह बुरा नहीं है तो आप भविष्यवाणी मूल्यों को देख सकते हैं ज्ञात दवाओं के लिए भी इन प्रयोगात्मक मूल्यों से अच्छी तरह सहमत हैं यह मॉडल के विकास में उपयोग नहीं किया जाता है तो यह काम करता है तो अब हम जिंक का अनुमान लगा सकते हैं कि जिंक डेटाबेस में कितने डेटा हैं छात्र 37 मिलियन लगभग 35 मिलियन 40 मिलियन अनुक्रम यौगिकों की विभिन्न संख्या में विभिन्न डेटाबेस हैं इसलिए प्रत्येक परिवार के लिए या प्रत्येक कोर के लिए हम यौगिक प्राप्त कर सकते हैं जिंक डेटाबेस और किसी भी अन्य डेटाबेस से कोर एक ही होना चाहिए और आपके पास अलग अलग मोईएटीस हो सकते हैं यह अलग हो सकता है इसलिए यदि आप देखते हैं कि यह जिंक आईडी है और आपके पास अलग अलग परिवार हैं तो आप IC50 के मूल्यों को देख सकते हैं जिन्हें आप अनुमान लगा सकते हैं इसलिए कुछ मामलों में आप बहुत कम IC50 मान देख सकते हैं इस मामले में यह एक प्रमुख यौगिक हो सकता है फिर आप कुछ और भी कर सकते हैं यदि आप इन यौगिकों को लेते हैं और रासायनिक समूहों के चारों ओर खेलते हैं इसलिए हम रासायनिक समूह को बदल सकते हैं और फिर से IC50 मूल्यों की भविष्यवाणी कर सकते हैं और आप अपने स्वयं के यौगिकों को डिजाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आप बेहतर गतिविधि के साथ किसी नए यौगिक की पहचान कर सकते हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो अंत में यदि प्रयोगात्मक मान्यताओं के अधीन हैं और देखें कि क्या आप किसी नए लीड यौगिक की पहचान कर सकते हैं जो इस विशेष लक्ष्य के लिए संभावित अवरोधक हो सकता है इसलिए वर्तमान में हम एक नए रासायनिक समूहों के साथ फ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे और हमने कई यौगिकों को डिजाइन किया था और अब हम इन प्रयोगों को मान्य करने के लिए कर रहे हैं कि क्या ये नए यौगिक अलग अलग डेटाबेस में जमा किए गए मौजूदा लोगों की तुलना में बेहतर व्यवहार कर सकते हैं इसलिए अब हम एक बार इन मान्यताओं को प्राप्त कर लेते हैं निरोधात्मक स्थिरांक IC50 मान प्राप्त करें और फिर अगले चरणों के लिए जाएं और देखें कि क्या हम किसी विशेष यौगिक के साथ अगले स्तरों तक विश्वसनीय परिणाम प्राप्त कर सकते हैं नैदानिक परीक्षणों में होना तो आज हम संक्षेप में किस पर चर्चा करते हैं छात्र QSAR QSAR क्या है छात्र मात्रात्मक संरचनात्मक गतिविधि संबंध मात्रात्मक संरचनात्मक गतिविधि संबंध तो कैसे संबंधित करें तो हम संबंधित हैं छात्र गतिविधि स्टूडेंट डिस्क्रिप्टर विवरणकर्ताओं के संबंध में वर्णनकर्ता के विभिन्न प्रकार क्या हैं छात्र 1 डी तो 1 डी मामला या 2 डी का मामला एक आणविक भार है और कुछ आकार आकार और इतने पर मिलता है और हम कनेक्टिविटी या 3 डी के लिए करते हैं आप इस 3 डी संरचना जानकारी के साथ जा सकते हैं तो विभिन्न डिस्क्रिप्टर हैं तो लिगेंड प्राप्त करने के लिए आपके पास कई डेटाबेस हो सकते हैं लिगेंड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न डेटाबेस क्या उपलब्ध हैं छात्र ChEMBL ChEMBL छात्र जस्ता डेटाबेस जिंक डेटाबेस छात्र टिम्बल टिम्बल और शेष डेटाबेस हम विश्वसनीय विभिन्न प्रकार की जानकारी के साथ डेटा प्राप्त कर सकते हैं या तो आपको यौगिक या संरचनाएं मिलती हैं या गतिविधि या आप उदाहरण के लिए pose प्राप्त कर सकते हैं यदि आप पीडीबी लेते हैं तो पीडीबी क्या है छात्र प्रोटीन प्रोटीन डाटा बैंक आप लिगेंड के साथ प्रोटीन के साथ कई पहचान देख सकते हैं इसलिए यदि आप प्रोटीन के साथ इन लिगेंड में देखते हैं और आप देख सकते हैं कि लिगेंड प्रोटीन के साथ कैसे संपर्क करते हैं और कैसे सक्रिय साइटों के बारे में और कैसे बातचीत के बारे में हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर्स या हाइड्रोफोबिसिटी और पॉकेट्स के बीच किसी भी आकार की संपूरकता या रासायनिक संपूरकता देखें ताकि आपको जानकारी मिल सके उसके आधार पर आप डिस्क्रिप्टर को प्राप्त कर सकते हैं और फिर आपको फीचर का चयन करना होगा हम व्यक्तिपरक फीचर चयन या उद्देश्य सुविधा चयन करते हैं कैसे उद्देश्य सुविधा चयन के बारे में छात्र सहसंबंध या आप सहसंबंध देख सकते हैं और अगर यह अत्यधिक सहसंबद्ध है हम एक को त्याग सकते हैं व्यक्तिपरक में हम जानते हैं कि कुछ गुण महत्वपूर्ण हैं छात्रहाइड्रोजन बांड उदाहरण के लिए छात्र लॉग पी हाइड्रोजन बांड लॉग पी हाइड्रोजन बांड डोनर और एक्सेप्टर इसलिए हम इसे आईसी 50 डिस्क्रिप्टर के रूप में रख सकते हैं जो हम कर सकते हैं तो यहाँ QSAR के नियम क्या हैं छात्र डेटा सेट आकार डेटा सेट में पर्याप्त संख्या में डेटा मौजूद हैं जो कि विवरणकर्ताओं के साथ तुलना में हैं आप कम से कम 5 बार से अधिक कर सकते हैं 10 बार के साथ यह उचित है और फिर हमें QSAR के अन्य नियम क्या हैं तो आपको इस डेटा की परिवर्तनशीलता को संयोजित करना होगा और कोई भी दोहराया डेटा सेट नहीं होना चाहिए इसलिए हमें इन सभी नियमों को प्राप्त करने की आवश्यकता है आखिरकार हमने इसे किसी भी जैविक गतिविधि को परिभाषित करने के लिए 3 से 5 महत्वपूर्ण विवरणकों के साथ समाप्त किया तो फिर हमने विभिन्न प्रकार के वेलिडेशनों के बारे में चर्चा की और उनका विकास मॉडल विकास तो फिर उस जानकारी का उपयोग करके आप एक मॉडल विकसित कर सकते हैं जैसे कि आप नए मॉडल विकसित कर सकते हैं तो इससे आणविक वर्णनकर्ताओं को समझाया जा सकता है कि इसका उपयोग जैविक गतिविधि के IC IC मानों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है और फिर आप इसे समीकरण प्राप्त कर सकते हैं तो आप नए यौगिकों का उपयोग कर सकते हैं आप नए यौगिकों की पहचान के लिए इन विशेष समीकरणों को रैखिक या गैर रैखिक का उपयोग कर सकते हैं इसलिए एक बार जब हम नया यौगिक प्राप्त करते हैं तो अंत में सभी यौगिक प्रयोगात्मक मान्यताओं के अधीन होते हैं इस मामले में आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं फिर आप अगले स्तर के प्रयोगों के लिए और इन नैदानिक परीक्षणों और इतने पर जा सकते हैं इसलिए अब तक हमने विभिन्न प्रोटीन अनुक्रमों और प्रोटीन संरचनाओं पर जैव सूचना विज्ञान पहलुओं के बारे में चर्चा की और फोल्डिंग स्थिरता और इंटरेक्शन के साथ साथ संरचना आधारित दवा डिजाइन और डिजाइन अवरोधक अगली कुछ कक्षाएं मैं कुछ प्रकार की प्रोग्रामिंग के बारे में चर्चा करूंगा स्क्रिप्ट के प्रकार के लिए awk प्रोग्रामिंग PDB डेटा या किसी भी डेटा में हेरफेर डेटाबेस या प्रोग्रामिंग और कार्यक्रमों के विभिन्न आउटपुट से प्राप्त करते हैं और हम यह भी देखते हैं कि साहित्य में विभिन्न उपलब्ध कार्यक्रम उपलब्ध हैं और समस्याओं से कैसे निपटें उस एक के साथ कैसे करें और सांख्यिकीय विधियों और मशीन सीखने की तकनीक और केस स्टडी भी देखें यह देखने के लिए कि किसी भी परियोजना को व्यवस्थित रूप से कैसे आगे बढ़ाया जाए और इसके परिणामस्वरूप क्या होगा और डेटा और इतने पर कैसे व्याख्या की जाएगी ध्यान देने के लिये आपको धन्यवाद